पावर एंड एनर्जी अब्सोर्बेड बय इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स इस कोर्स में अब तक हमने कई विद्युत तत्वों जैसे वोल्टेज स्रोत करंट स्रोत रेसिस्टर्स आदि पर ध्यान दिया है और हमने इन तत्वों की करंट वोल्टेज विशेषताओं पर चर्चा की है इस इकाई में हम इन तत्वों में ऊर्जा और शक्ति को देखेंगे सबसे पहले मैं सामान्य रूप से शक्ति और ऊर्जा पर चर्चा करूंगा और फिर देखूंगा कि उन विशेष तत्वों में क्या होता है जिन्हें हम जानते हैं यदि आपके पास दो टर्मिनल तत्व हैं तो पहले हम वोल्टेज और करंट को पैसिव साइन कन्वेंशन के अनुसार परिभाषित करेंगे कि हम करंट को टर्मिनल में जाने के रूप में लेते हैं जिसे वोल्टेज के लिए पॉजिटिव के रूप में परिभाषित किया गया है तो अब इस तत्व को दी गई शक्ति V×I अब निश्चित रूप से V और I समय भिन्न हो सकते हैं जो परिभाषा को नहीं बदलता है इसका सीधा सा मतलब है कि दी गई शक्ति समय का कार्य होगी अब यदि यह P 0 है तो V को याद रखें और I का कोई भी मान हो सकता है हम यहां किसी विशेष तत्व की चर्चा नहीं कर रहे हैं V और I का कोई मान हो सकता है और गुणनफल P या तो 0 0 या 0 हो सकता है यदि P 0 है तो इसका मतलब है कि तत्व उस पल में शक्ति को अवशोषित कर रहा है और यदि P 0 है तो तत्व शक्ति प्रदान कर रहा है नकारात्मक शक्ति तत्व को वितरित की जा रही है जिसका अर्थ है कि तत्व वास्तव में शक्ति उत्पन्न कर रहा है या शेष सर्किट को शक्ति प्रदान कर रहा है तो P 0 है का अर्थ है कि तत्व शक्ति को अवशोषित कर रहा है और P 0 का अर्थ है कि तत्व शक्ति प्रदान कर रहा है जो कि दो टर्मिनल तत्व में शक्ति की परिभाषा के बारे में है अब मैंने इसे व्युत्पन्न नहीं किया है आप इस मामले में ऊपरी टर्मिनल से निचले टर्मिनल तक तत्व के माध्यम से बहने वाले चार्ज पर विचार कर सकते हैं तो यह एक निश्चित संभावित गिरावट से गुजरता है जिसका अर्थ है कि यह कुछ ऊर्जा खो देता है और इस पर कुछ काम किया जा रहा है तो कार्य के परिवर्तन की दर शक्ति है और इससे हमें यह परिभाषा मिलती है कि शक्ति वोल्टेज × करंट है अब तत्व को दी गई ऊर्जा पर विचार करें और अब हमें एक समय अंतराल निर्दिष्ट करना होगा जिस पर इसे वितरित किया जाता है मान लीजिए कि हम इसे t 1 से t 2 तक लेते हैं यह समय के संबंध में तत्व को दी गई शक्ति का t 1 से t 2 तक का अभिन्न अंग होगा दूसरे शब्दों में एक निश्चित अंतराल t1 से t2 पर समय के संबंध में V × I का समाकलन t1 से t2 तक तत्व को दी गई ऊर्जा है यह एक दो टर्मिनल तत्व के लिए है जिसमें निश्चित रूप से सिर्फ एक वोल्टेज और एक करंट होता है अब किसी विशेष समय के दौरान दी गई यह ऊर्जा या तो सकारात्मक या नकारात्मक हो सकती है हम विशेष तत्वों को देखेंगे और देखेंगे कि क्या होता है तो अभी तक हमने केवल एक सामान्य दो टर्मिनल तत्व पर विचार किया है अब क्या होगा यदि तत्व में दो टर्मिनल हैं दो टर्मिनल तत्वों के लिए यह बहुत आसान था तत्व में एक वोल्टेज होता है और एक करंट तत्व से होकर जाता है और हमने कहा कि इन दोनों का उत्पाद शक्ति है जैसा कि मैंने कहा कि यह संभावित V पर आवेशों के संचलन पर विचार करके मूल सिद्धांतों से प्राप्त किया जा सकता है यदि आपके पास एक N टर्मिनल तत्व है और मान लें कि हमारे पास 1 2 और N टर्मिनल हैं तो अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि वहाँ हैं N 1 स्वतंत्र वोल्टेज और एन टर्मिनल तत्व के लिए परिभाषित धाराएं लेकिन अभी के लिए मुझे कुछ संदर्भों के संबंध में सभी एन टर्मिनलों के वोल्टेज और सभी एन टर्मिनलों में जाने वाली धाराओं पर विचार करने दें तो मान लें कि यह संदर्भ नोड है तो संदर्भ नोड के संबंध में टर्मिनल 1 का वोल्टेज V1 है संदर्भ नोड के संबंध में टर्मिनल 2 का वोल्टेज V2 है संदर्भ नोड के संबंध में टर्मिनल N का वोल्टेज VN है और N टर्मिनलों में I1 I2 से लेकर IN तक सभी धाराएं हैं अब शक्ति को उस शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो तत्व को वितरित की जाती है जिसे सभी टर्मिनलों पर VKIK के योग के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मूल रूप से V1 I1V2 I2VNIN है इसलिए मुझे यह साबित नहीं हुआ है कि यह शक्ति है लेकिन इसे एक एन टर्मिनल तत्व की परिभाषा के रूप में लें और आप अपने आप को यह समझा सकते हैं कि यह इस अभिव्यक्ति और दो टर्मिनल के लिए हमारे पास मौजूद अभिव्यक्ति के बीच एक सादृश्य बनाकर सच है तत्व अब ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अस्पष्टता है क्योंकि यह संदर्भ नोड क्या है जिसके संबंध में हम सभी वोल्टेज को मापते हैं अब यह कुछ भी हो सकता है यह तत्व के N टर्मिनलों में से एक भी हो सकता है लेकिन फिर अगर संदर्भ कुछ भी हो सकता है तो यह पावर P जैसा दिखता है उस संख्या में कुछ अस्पष्टता है जिसे हम गणना करते हैं इसलिए मैं जो दिखाने जा रहा हूं वह यह है कि आप जो भी संदर्भ चुनते हैं शक्ति की परिभाषा में कोई अस्पष्टता नहीं है तो मैं फिर से उसी एन टर्मिनल तत्व पर विचार करता हूं और हमारे पास एन धाराएं I1I2 IN 1IN हैं अब निश्चित रूप से इस एन टर्मिनल तत्व का कोई अन्य कनेक्शन नहीं है तो अब आप जानते हैं कि इन N धाराओं का योग 0 होना चाहिए ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी नजदीकी सतह में जाने वाली धाराओं का योग 0 होना चाहिए हम इसे पहले देख चुके हैं कि यह किरचॉफ के कानून के अलावा कुछ भी नहीं है बेशक पहले हमारे पास यह बंद सतह थी जिसमें एक ही नोड था लेकिन यह होना जरूरी नहीं है चार्ज का संरक्षण और चार्ज का कोई स्थानीय संचय तब भी लागू नहीं होता है जब पास की सतह कई नोड्स या पूरे सर्किट को घेर लेती है तो इन धाराओं का योग I1I2 सभी तरह से IN तक जो इस बंद सतह में प्रवेश कर रहा है अभी भी 0 है इसलिए I N को I1I2 IN 1 के ऋणात्मक योग के रूप में लिखा जा सकता है अब मेरी शक्ति की परिभाषा में इसका उपयोग करना जो V1I1 V2I2 VN 1IN 1 VNIN मैं क्या करूंगा मैं इस Kirchhoff की वर्तमान कानून अभिव्यक्ति से IN के मान का उपयोग करूंगा यह हमें V1I1 V2I2 VN 1IN देता है 1 VN× I1I2IN 1 का ऋणात्मक योग जिसे इस प्रकार फिर से लिखा जाता है तो मैंने जो कुछ किया है वह मेरी मूल अभिव्यक्ति लेना और इसे पुनर्व्यवस्थित करना है अब यहाँ से आप देखते हैं कि हमारे पास V1 VN है जो और कुछ नहीं बल्कि V1N है जो टर्मिनल N के संबंध में टर्मिनल 1 का वोल्टेज है और अगला पद V2 VN कुछ और नहीं बल्कि V2N है तो मूल रूप से हमने एक अभिव्यक्ति के साथ समाप्त किया है जो कहता है कि हमें N 1 V × I उत्पादों को लेना है जहां N 1 वोल्टेज वोल्टेज हैं जैसा कि मैंने इस मामले में लिया है टर्मिनल करंट जो प्रत्येक टर्मिनल में जा रहा है तो इस संदर्भ के कारण कोई अस्पष्टता नहीं है आप जो भी संदर्भ चुनते हैं आपको तत्व को वही शक्ति प्रदान की जाएगी और निश्चित रूप से संदर्भ टर्मिनलों में से किसी एक को चुनना सबसे सुविधाजनक है और फिर आपके पास उस टर्मिनल और N 1 स्वतंत्र धाराओं के संबंध में परिभाषित N 1 स्वतंत्र वोल्टेज होंगे और उन उत्पादों का योग शक्ति है तत्व तक पहुँचाया मैंने आपको यह दिखाने के लिए ये सब दिखाया था कि संदर्भ टर्मिनल कोई मायने नहीं रखता आप किसी भी टर्मिनल को चुन सकते हैं जैसे संदर्भ टर्मिनल उस टर्मिनल के संबंध में सभी वोल्टेज को परिभाषित करता है इस बात की परवाह किए बिना कि आप किस टर्मिनल को संदर्भ चुनते हैं आपको बिल्कुल वही नंबर मिलेगा मैंने इसे एक विशेष मामले के लिए दिखाया है आप इसे हमेशा किसी और चीज़ के लिए आज़मा सकते हैं मान लीजिए कि आप टर्मिनल 2 को संदर्भ टर्मिनल बना सकते हैं और देखें कि क्या होता है